नमस्कार आपका स्वागत है हमारे पाँचवें व्याख्यान पर आपका स्वागत है तो पिछले कुछ व्याख्यानों ने आपको इस क्षेत्र में एक व्यापक परिचय दिया है और कई उदाहरण दिए हैं कि जीव विज्ञान की प्रासंगिकता कैसे है और प्रवासन विभाजन जैसी प्रक्रियाओं के दौरान कोशिकाओं की गतिशीलता कैसे होती है और आगे और आगे की आवश्यकता होती है कोशिकाओं और उनके परिवेश के बीच मैंने सेल को तंबू के रूप में भी अमूर्त करना शुरू किया था क्योंकि मैंने तम्बू को तर्कसंगत बनाना शुरू कर दिया है जिसमें कुछ मूल तत्व हैं जिनका आपको विशेष रूप से कोशिकाओं के लिए स्थिर आकार और बातचीत और उचित कार्य करने के लिए पालन करना होगा इसलिए विशेष रूप से मैंने पिछले व्याख्यान में बाह्य मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया और जो हमने पाया वह था इसलिए उदाहरणों में मैंने चर्चा की है कि कोशिकाओं और बाह्य मैट्रिक्स के बीच एक निरंतर गतिशील क्रॉसस्टॉक है तो यह बी या बी को प्रभावित नहीं करता है यह चीजों का संयोजन है तो ऐसी कोशिकाएं हैं जो बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स का स्राव करती हैं इसलिए उनमें से प्राथमिक संयोजी ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट जैसी कोशिकाएं हैं जो बहुत सारे कोलेजन का स्राव करती हैं इसी तरह चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाएं अन्य उपकला कोशिकाएं हैं तो ये अन्य कोशिकाएं जो सुलभ मैट्रिक्स को स्रावित करती हैं बदले में ईसीएम कोशिकाओं के संयोजन को कार्यात्मक ऊतकों में नियंत्रित करता है तो यह विशेष स्थिति में कोशिकाओं को रखता है और स्टेम को एक कार्यात्मक ऊतक में एकीकृत करता है और सेल के बीच मध्यस्थता होती है और अतिरिक्त मैट्रिक्स को परिवर्धन के माध्यम से मध्यस्थ किया जाता है जो सेल फ़ंक्शन को नियंत्रित करता है तो इसकी क्या आवश्यकता है सेल को ईसीएम द्वारा प्रदान किए गए भौतिक रासायनिक गुणों को अलग अलग संकेतों के रूप में समझने के लिए कौन सी कोशिकाओं को मान्यता दी जानी चाहिए और तदनुसार उस इनपुट के आधार पर कार्य करना चाहिए हमारे द्वारा चर्चा की गई विशेष ECM में से एक बेसमेंट झिल्ली थी तो बेसमेंट की झिल्ली मोटाई में केवल 50 से 200 नैनोमीटर है यह एक अंग के भीतर आसन्न ऊतकों को अलग करने के लिए लगभग सभी ऊतकों में है यह निश्चित रूप से सेल अस्तित्व के लिए संकेत उत्पन्न करता है कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और सेल प्रवास के लिए एक सब्सट्रेट के रूप में भी कार्य करता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य शरीर विज्ञान की अधिकांश कोशिकाएं बेसमेंट झिल्ली को नहीं तोड़ सकती हैं बेशक इसके तीन अपवाद हैं जिनमें से एक विकास की प्रक्रिया के दौरान है प्रतिरक्षा की निगरानी करता है और कैंसर जैसी बीमारियां वास्तव में कोशिकाएं बेसमेंट झिल्ली को तोड़ती हैं और यह दर्शाता है कि बेसमेंट की झिल्ली का क्षरण आक्रमण में पहला कदम है आक्रमण मेटास्टेसिस कैस्केड शुरू करने में तो वहाँ कई बाह्य मैट्रिक्स प्रोटीन और विशेष रूप से बेसमेंट झिल्ली उनमें से कई एक साथ व्यवस्थित रहती है लेकिन हमने कोलेजन के बारे में चर्चा की जो हमारे शरीर के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है और यह ऊतकों को तन्यता प्रदान करता है यह फिर से उपकला कोशिकाओं की तुलना में फ़ाइब्रोब्लास्ट्स चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इसमें कई प्रकार के मानव कोलेजन होते हैं और हम यह भी जानते हैं कि फाइब्रिलर कोलाजेंस इस ट्रिपल हेलिकल संरचना का निर्माण करता है जहां आपके पास तीन श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे के चारों ओर लपेटती हैं जो आपको आवधिक 67 नैनोमीटर का एक बैंडेड पैटर्न देती हैं तो अब कोलेजन के लिए हमें विशेष रूप से कोलेजन कहते हैं इसलिए व्यक्तिगत तंतुओं में एक विशेष गुण होगा लेकिन जब आप इन कोलेजन तंतुओं का उपयोग करके एक नेटवर्क बनाते हैं तो आप एक त्रि आयामी संरचना उत्पन्न करेंगे जिसमें गुण हैं जो कि भिन्न हैं एक फाइब्रिल कोलेजन से तो कोलेजन की तरह ईसीएम नेटवर्क के यांत्रिक गुणों को समझना महत्वपूर्ण महत्व का है हम इसे कैसे करते हैं इस बारे में सोचें कि आप जानते हैं कि स्पेगेटी बिना छीले स्पेगेटी इन सभी कठोर छड़ों का निर्माण करती है और मैंने दृढ़ता की अवधारणा पेश की जिसमें उन संरचनाओं की कठोरता को सीधा करने की प्रासंगिकता है लेकिन एक ही स्पेगेटी जब पकाया जाता है तो आपके पास इन फिब्रिल्स का यह मिश मैश होता है जो बहुत अधिक आज्ञाकारी होता है और जब उन्हें एक साथ रखा जाता है भले ही आप कुछ और नहीं डालते हैं बस एक साथ वे कुछ प्रतिरोध प्रदान करते हैं यदि आप इसका एक भी कतरा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो आप उस प्रतिरोध को महसूस कर सकते हैं जो नेटवर्क उस एक कतरा के विकृति की ओर प्रदान करता है इसलिए विशेष रूप से रेडियोलॉजी के क्षेत्र को यह समझने के लिए विकसित किया गया है कि बलों के अधीन होने पर मेटेरियल कैसे ख़राब होता है तो बेशक हमारे पहले विचार के लिए लाता है इसलिए आप जानते हैं कि ठोस क्या है और तरल क्या है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो ठोस और तरल में अलग हो लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ईसीएम नेटवर्क जैसे कि कोलेजन जेल एक ठोस या तरल या बीच में कुछ है इसलिए यह पता करने के लिए कि हमें पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक ठोस पदार्थ को एक तरल से क्या अलग करता है तो यदि आप एक साधारण बात करते हैं तो हमें एक ठोस के मामले में कहें या यदि आप एक स्प्रिंग लेते हैं तो हमें कहने दें स्प्रिंग एक उदाहरण है जिसे हम रैखिक लोचदार ठोस कहते हैं तो आपके पास क्या है जब आप एक वसंत को संपीड़ित करते हैं या एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपने तात्कालिक विरूपण देखा और जब तक कि बल नहीं डाला जा रहा है कि विरूपण जगह पर बना हुआ है लेकिन जैसे ही आप बल को हटाते हैं आप देखते हैं कि वसंत अपनी मूल लंबाई या बिना लंबाई के वापस चला जाता है तो यह वही है जिसे हमने एक ठोस कहा है इसलिए जब आप बलों को लगाते हैं तो ठोस का विरूपण होता है लेकिन जब बल हटा दिया जाता है तो यह अपने मूल कॉन्फ़िगरेशन को पुन प्राप्त करता है इसके विपरीत एक तरल के साथ होता है इसलिए जब आप किसी भी बल को बाहर निकालते हैं तो यह जारी रहता है अवधि के लिए बल डाला जाता है तो मामले मेंएक ठोस के मामले में अंतर पर ध्यान दें जब आप एक बल लगाते हैं तो एक तात्कालिक विस्थापन या विरूपण होता है और फिर वह स्थिर होता है और एक बार जब आप ठोस को हटा देते हैं तो इसका मूल विन्यास होता है बनाम एक तरल के लिए आप उस बल को निष्कासित करते हैं जब तरल प्रवाहित होगा और यह जब तक बल ठीक नहीं होगा तब तक प्रवाह जारी रहेगा तो विभिन्न प्रकार के विरूपण क्या हैं जिन्हें हम या तो एक ठोस या तरल के अधीन कर सकते हैं तो ज़ाहिर है स्प्रिंग का उदाहरण लेते हुए आप इसे तनाव दे सकते हैं तत्व तनाव में हो सकता है इसका मतलब है कि आप इसे खींचते हैं इसके विपरीत आप इसे भी संकुचित कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक स्प्रिंग के लिए तनाव और संपीड़न में यह प्रतिरोध प्रदान करता है आप इसे शीयर कर सकते हैं तो तुम इससे क्या समझते हो तो मुझे यह बताएं कि तनाव क्या है और संपीड़न क्या है जो आपके लिए पहले से ही स्पष्ट है तो आपके पास निश्चित लंबाई का एक स्प्रिंग है तो हम कहते हैं कि यह अंत निश्चित है और आप एक बल लगाते हैं तो इस स्प्रिंग का क्या होगा हम इसे दूसरे विन्यास में बढ़ाएंगे तो यह बल वहाँ है और आप देखते हैं कि इस लंबाई में आपके पास एक एक्सटेंशन डेल्टा x होगा जो आपका खिंचाव है जब यह संकुचित होते हैं तो हमारे पास समान मामला हो सकता है तो मूल विन्यास की तुलना में यह आपका डेल्टा x है शीयर क्या है तो कल्पना कीजिए कि मैं एक ब्लॉक लेता हूं और मैं इस दिशा में बल लगाता हूं तो मुझे कहना है कि यह x है और यह y अक्ष है मैं ऊपरी सतह पर क्षैतिज दिशा में एक बल लगाता हूं तो आपके पास एक ऐसी संरचना होगी जहां विकृत विन्यास कुछ ठीक दिखेगा तो इसे शीयरकतरनी कहा जाता है और आप फिर से इस विस्थापन को सबसे ऊपर रख सकते हैं जो डेल्टा x है और बता दें कि यह ब्लॉक ऊंचाई h का है तो आप शीयर को डेल्टा x h के रूप में परिभाषित करते हैं और आपके पास झुकाव जैसा कुछ हो सकता है इसलिए यदि आप एक लंबी वस्तु लेते हैं और आप एक बल को बताते हैं जो इसे मोड़ने की कोशिश करता है तो यह इस तरह एक विन्यास होगा तो यह झुकाव का एक उदाहरण है तो इसी तरह संपीड़ित बलों के परिणामस्वरूप यह झुकाव भी हो सकता है एक उदाहरण के रूप में मान लें कि आपके पास एक लंबी प्रिज्मीय बीम है जो एक तरफ से एंकर की जाती है और आप ऊपर से एक बल एक कम्प्रेसिव बल लगाते हैं आपके पास एक ज्यामिति हो सकती है जहां यदि आप थोड़ा ऑफसेट करते हैं तो यह एक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जिसमें यह रॉड हो सकता है या आपके पास इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है तो ये अलग झुकाव वाले कॉन्फ़िगरेशन हैं अब वापस आते हैं इसलिए और जब आप इन बलों को बढ़ाते हैं तो हमें तनाव या संपीड़न का सबसे सरल मामला लेते हैं या हमें तनाव कहें यदि आप लंबाई का एक बीम लेते हैं तो L को हम कहते हैं और एक बल F को बढ़ाते हैं आइए मान लेते हैं कि इस बीम का पार अनुभागीय क्षेत्र A है ए मीटर वर्ग में है मीटर की लंबाई वर्ग की इकाइयाँ हैं मीटर की इकाइयों में न्यूटन की इकाइयाँ होती हैं तो आप ऐसा कैसे करते हैं जब आप इसे खींचते हैं तो यह फिर से एक निश्चित दूरी तक फैल जाएगा बता दें कि यह अतिरिक्त लंबाई डेल्टा है तो आप के पास बल है तो आप परिभाषित करते हैं कि तनाव सामान्य तनाव सिग्मा एफ द्वारा ए दिया गया है इसलिए इसमें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर वर्ग की इकाइयाँ हैं जिन्हें पास्कल कहा जाता है तो संक्षेप में इसे Pa कैपिटल P और छोटे a के रूप में लिखा जाता है तो तनाव की इकाई पास्कल है तो चाहे वह तनाव हो या संपीड़न आपकी तनाव की इकाई पास्कल्स में है अब जब आप इसे बढ़ाते हैं तो प्रतिशत बढ़ाव अक्षीय बढ़ाव एप्सिलॉन मूल लंबाई एल द्वारा डेल्टा द्वारा दिया जाता है और यह तनाव की परिभाषा है तो आप सभी ने हुक के नियम के बारे में सुना है और नियम क्या कहता है कि जब आप इसे खींचते हैं तो तनाव खिंचाव के समानुपाती होता है तो सिग्मा स्ट्रेन एप्सिलॉन के समानुपाती होता है और आप इसे आनुपातिकता स्थिरांक के रूप में लिख सकते हैं जो E द्वारा दिया गया है इस E को लोच का यंग मापांक कहा जाता है तो यहाँ से इस अभिव्यक्ति को आप भी जानते हैं तो सिग्मा एफ ए द्वारा दिया जाता है ई समय डेल्टा एल है इसलिए इस अभिव्यक्ति को यह पता लगाने के लिए संशोधित किया जा सकता है कि किसी सामग्री के यंग मापांक को कितना दिया गया है यदि आप एफ बल देते हैं तो इसकी लंबाई एल है A का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र कितना खिंचाव करेगा और यह FL A बार इ द्वारा दिया जाएगा आपके पास डेल्टा AL AE है अब यदि आप इस यंग के मापांक E को सही मानते हैं इसलिए यदि आपके पास दो स्थितियां हो सकती हैं जिनमें E निरंतर है तो कोई बात नहीं है कि कितना बल लगा है या E में परिवर्तन जारी है तो यह एक उदाहरण है मान लें कि E स्थिर है तो फिर मेरा तनाव बनाम तनाव वक्र कैसे दिखेगा इसलिए अगर मैं तनाव बनाम तनाव बनाता हूं अगर E स्थिर है तो आपके पास एक सीधी रेखा होगी जिसमें ढलान E है इसलिए यदि कोई मटेरियल सख्त है तो आप ढलान में वृद्धि कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि अगर यह E है और यह E प्राइम है और E प्राइम E से अधिक है तो इस लाइन का ढलान बढ़ जाएगा हालांकि अगर आप इस रैखिक लोच के बजाय कई मामलों में बायोमेट्रिक या बायोपॉलिमर नेटवर्क को देखते हैं तो लाल रंग में मैंने यह वक्र खींचा है जहां आपका ढलान स्थिर नहीं है ढलान बदलता रहता है तो यह गैर रैखिक लोच का एक उदाहरण है तो हम जल्दी से आते हैं और देखते हैं कि लोच कैसे बदल जाएगा तो जब आप शीयर exert करते हैं इसलिए मैंने लिखा है कि यह समीकरण सिग्मा E बार एप्सिलॉन के बराबर है यदि आपके पास कोई मटेरियल है जिसमें आप शीयर लगाते हैं तो आप इसी तरह इसे परिभाषित कर सकते हैं तो यह सामान्य तनाव है आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि यह शीयर तनाव है तो शीयर तनाव के लिए आप लिख सकते हैं समीकरण सिग्मा G गामा के बराबर है जहां गामा शीयर का तनाव है एप्सिलॉन हमारा अक्षीय तनाव है तो आप क्या देखते हैं समीकरण बहुत समान है यह सामान्य तनाव अक्षीय ताकत कतरनी तनाव है तो एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो अपरिमेय मटेरियलयों के लिए E और G को जोड़ता है तो यह असंगत मटेरियलयों के लिए एक और पहलू है यह दिखाया जा सकता है कि E तीन गुना G के बराबर है ऐसा इसलिए है क्योंकि G और E समीकरण से जुड़े हुए हैं g को E द्वारा 2 गुना 1 nu दिया जाता है जहाँ nu को Poisson अनुपात कहा जाता है और Poisson का अनुपात क्या है उदाहरण के लिए पॉइज़न का अनुपात तब होता है जब आप इस क्षेत्र A और लंबाई L को पढ़ रहे थे हम कहते हैं क्षेत्र A प्राइम और लंबाई L प्राइम माना जा सके तो पोइज़न अनुपात अनुदैर्ध्य तनाव द्वारा पार्श्व तनाव द्वारा दिया जाता है तो जब आप इस अक्ष के साथ कुछ खींचते हैं तो यह एक लंब अक्ष में संकुचित हो जाएगा तो Poisson's का अनुपात यही है पॉइज़न का अनुपात इकाई अक्षीय बढ़ाव द्वारा इकाई पार्श्व संपीड़न द्वारा दिया जाता है तो यह दिखाया जा सकता है कि न 05 के बराबर है अगर वॉल्यूम स्थिर है जो मटेरियल अपरिमेय है इसलिए यदि आप nu को यहां आधे के बराबर रखते हैं तो आपको E समीकरण वापस मिलता है जो G के 3 गुना के बराबर है जिसे मैंने पहले स्लाइड में लिखा था तो यह एक ठोस के लिए है अब एक तरल पदार्थ के बारे में सोचें तो एक आदर्श तरल पदार्थ या एक आदर्श तरल पदार्थ की सोचें एक आदर्श तरल पदार्थ के मामले के लिए मान लें कि आपके पास एक सतह है जो तय हो गई है कि आपके पास इसके ऊपर तरल पदार्थ है और आप एक शीर्ष सतह रखते हैं जिसे आप खींचते हैं तो यह शीर्ष सतह है यह एक चलती सतह है जिसे आप u की गति से खींचते हैं तो अगर यह ऊँचाई h है तो हम कहें कि शीर्ष गति u0 है यह दिखाया जा सकता है कि आदर्श तरल पदार्थों के लिए आपके पास एक वेग प्रोफ़ाइल होगी इसलिए जब आप u0 की गति से ऊपरी सतह को खींचते हैं तो सभी परतों के द्रव कण चलते रहेंगे और आपको एक प्रवाह प्रोफ़ाइल मिलेगी जो रैखिक रूप से बढ़ रही है तो आपके पास y की ऊँचाई पर वेग प्रोफ़ाइल u है जैसा कि u0 y H के रूप में दिया जाएगा तो यह एक वेग प्रोफ़ाइल है तो इसके आधार पर आपके पास श्यानता का सरल नियम हो सकता है तो न्यूटन की श्यानता का नियम है जो कहता है कि शीयर तनाव ढाल से संबंधित है यह कहता है कि शीयर तनाव का संबंध शीयर दर से होता है आनुपातिकता mu के इस निरंतरता के माध्यम से mu को श्यानता कहा जाता है इसलिए यदि आप देखते हैं तो इसे mu इन गामा डॉट भी लिखा जा सकता है तो पहले के मामले के विपरीत हमारे शीयर के विपरीत इसलिए ठोस के लिए हमारे पास यह समीकरण tau G गुना गामा के बराबर है तो यह मेरा शीयर खिंचाव है एक तरल पदार्थ के लिए मेरा शीयर तनाव शीयर खिंचाव से संबंधित नहीं है लेकिन शीयर तनाव दर जो आनुपातिकता के निरंतरता से गामा डॉट है वह mu या श्यानता है तोmu की क्या इकाइयाँ है तो tau में तनाव की इकाइयाँ हैं तो यह पास्कल होना चाहिए तो मेरे पास tau है जो mu के बराबर है गुना dudy tau में पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर वर्ग की इकाइयाँ होती हैं mu बार u प्रति मीटर होता है और मीटर से विभाजित होता है इसलिए हमारे पास mu की इकाइयाँ न्यूटन प्रति मीटर वर्ग सेकंड होनी चाहिए या इसे पास्कल सेकंड कहा जाता है तो CGS इकाई मेंmu की इकाई को Poise कहा जाता है तो पानी की श्यानता 1 cP है तो यह सरल P के रूप में लिखा गया है इसलिए पानी की श्यानता 1 centipoise है तो यह न्यूटन की श्यानता का नियम बताता है इसलिए हम समीकरण के माध्यम से चल रहे हैं अब यह हमें सवाल पर लाता है तो हमारे पास दो चरम सीमाएं हैं एक आदर्श ठोस और एक आदर्श द्रव ठीक है तो अगर आप ईसीएम नेटवर्क की बात करते हैं तो वे कहाँ निहित होते हैं क्या ईसीएम नेटवर्क एक आदर्श ठोस है या ईसीएम एक आदर्श तरल पदार्थ है तो यह प्रोटीन के प्रकार ईसीएम घनत्व क्रॉस लिंकिंग की सीमा ईसीएम संगठनों सहित विभिन्न चीजों पर निर्भर करता है तो यह केवल यह नहीं है कि यह विशिष्ट रूप से आपके ईसीएम नेटवर्क या हाइड्रोजेल बनाने के आधार पर निर्धारित किया जाता है आपके पास विभिन्न गुणों की एक सीमा हो सकती है तो आवश्यक ईसीएम नेटवर्क में ठोस के कुछ पहलू और तरल पदार्थ के कुछ पहलू होते हैं और इसलिए उन्हें विस्को इलास्टिक कहा जाता है ईसीएम नेटवर्क स्वाभाविक रूप से विस्को इलास्टिक हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कैसे तैयार करते हैं आपके पास एक ठोस या एक तरल पदार्थ या दोनों की कुछ गुण हो सकते है तो यह एक उदाहरण है कि कैसे तनाव खिंचाव वक्र एक कोलेजन हाइड्रोजेल के लिए दिखेगा जिसे आप गढ़ते हैं तो आप क्या देख रहे हैं तो ये तीर उस समय का संकेत देते हैं तो आप जो कर रहे हैं उसका उपयोग करते हुए हम कहते हैं कि यह हमारा स्ट्रेचिंग डिवाइस आप जेल लीजिए तो आप एक जेल लेते हैं यह आपका हाइड्रोजेल है और फिर आप इसे आगे और पीछे खींच सकते हैं और इसे इस चक्र 1 और चक्र 2 के रूप में संदर्भित किया जाता है इसलिए आप जो कर रहे हैं वह एक निश्चित बिंदु तक तनाव को थोप रहा है और इसे अपने मूल कॉन्फ़िगरेशन में आराम करने दे रहा है और फिर से इसे खींचकर इसे जाने दे तो आपके पास ये चक्र क्या हैं तो यह आपको क्या दिखाता है कि तनाव खिंचाव वक्र का मार्ग उस पर चलता है जब आप इसे खींचते हैं तो यह उस से भिन्न होता है जब आप आराम करते हैं यह उस बिंदु में से एक है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए दूसरा बिंदु यह है कि चक्र 1 और चक्र 2 के बीच एक बड़ा अंतर है जो यह बताता है कि बल के एक चक्र के परिणामस्वरूप ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण चक्र 2 अलग है इसलिए अगर मैं उन्हें सीधी रेखाओं के बारे में समझाता इसलिए मेरे वक्र इस तरह दिख रहे हैं भले ही मुझे इस का ढलान अंकित करना था तो इसका ढलान बदलता रहता है एक चक्र से दूसरे चक्र तक इसलिए यह सुझाव देते हुए कि जैसा कि आप नेटवर्किंग को बढ़ाते हैं वह नरम नहीं होता है इसलिए उसे कठोर और कठोर हो जाता है इसलिए मैं इस व्याख्यान के लिए यहां रुकता हूं इसलिए हमने जो चर्चा की है उसे संक्षिप्त करने के लिए ठोस और तरल पदार्थों के गुणों को कैसे चिह्नित किया जाए इसकी एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि है और उस पृष्ठभूमि के साथ हम अब समझने की कोशिश करेंगे ईसीएम नेटवर्क के कौन से पहलू हैं जो इसे एक ठोस या एक तरल पदार्थ या बीच में कुछ की तरह व्यवहार करते हैं आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद